इंजीनियरिंग मेट्रोलॉजी पाठ्यक्रम में आपका स्वागत है हम यहां प्रयोगशाला प्रदर्शन सत्र में हैं तो अगला उपकरण जो मैंने यहां चुना है वह है कॉन्बिनेशन सेट कॉन्बिनेशन सेट तीन प्रमुख उपकरणों का संयोजन है नंबर 1 प्रोट्रैक्टर हेड नंबर 2 सेंटर हेड नंबर 3 स्क्वायर हेड है तो हमारे यहां तीनों हेडस हैं तो सबसे पहले हमने यहां प्रोट्रैक्टर हेड संलग्न किया है तो कॉन्बिनेशन सेटमें तीन प्रमुख उपकरण हैं इस प्रोट्रैक्टर हेड में एक स्टॉक के भीतर एक रोटेटेबल टुररेट होता है यह एक रोटेटेबल टुररेट है जिसे स्टॉक के भीतर रखा जाता है और टुररेट में एंग्युलर स्केल होता है जिसे डिग्री में ग्रेजुएट किया जाता है यह स्क्वायर हेड के समान है लेकिन प्रोट्रैक्टर हेड भी रूल के साथ स्लाइड कर सकता है यह स्लाइड कर सकता है आप यहां देख सकते हैं इसलिए यह स्लाइड कर सकता है दरअसल यह यहां रोटेट हो रहा है यह स्लाइड कर सकता है रूल भी स्लाइड कर सकता है ठीक है पेंच कस दिया गया है मैं इस पेंच को ढीला कर दूंगा और यह यहां स्लाइड कर सकता है ठीक है तो प्रोट्रैक्टर के ब्लेड को जाॅब के खिलाफ मजबूती से रखा जाता है और एंगल को सीधे स्केल से पढ़ा जा सकता है कभी कभी कॉन्बिनेशन सेट के साथ स्पिरिट लेवल प्रदान किया जाता है यहां स्पिरिट लेवल वास्तव में काम नहीं कर रहा है क्योंकि हमारे पास स्पिरिट नहीं है लेकिन यह लेवल देखने के लिए प्रदान किया जाता है जब भी हमें सतह के लेवलिंग को देखने की आवश्यकता होती है प्रोट्रैक्टर का उपयोग जॉब पर चाहा हुआ एंगल से डीवीएशन एंगल को निर्धारित करने के लिए भी किया जा सकता है जो भी आवश्यक हो लेकिन प्रोट्रैक्टर को पहले सही एंगल पर सेट किया जाता है और फिर स्थिति को लॉक कर दिया जाता है अब फिर इसे जॉब की सतह पर रखा जाता है और एंगल बनाया जाता है वांछित एंगल से किसी भी डीवीएशन को फीलर गेज लगाकर जांचा जा सकता है इसलिए मैं बस ठीक हूं यह अब यहाँ बिल्कुल जीरो डिग्री पर बंद है यह लॉकिंग स्क्रू है ठीक है और जब मैं इसे यहां लॉक करता हूं तो मैं इसे ठीक से नहीं ले जा सकता मैं वास्तव में इसे स्थानांतरित नहीं कर सकता यह ठोस नहीं है ठीक है तो यह अब एक तरह का नियम है लेकिन अगर मुझे कुछ एंगल मापने की ज़रूरत है तो मैं इसे स्क्रू कर दूंगा मैं इसे एंगल पर घुमा सकता हूं जो कुछ भी वांछित है उदाहरण के लिए मुझे इसे 90 डिग्री पर घुमाने की जरूरत है यहां हमारे पास ग्रेजुएशनहैं अगर मैं इसे यहां 90 डिग्री पर फिक्स करता हूं ठीक है तो मैं इसे लॉक कर देता हूं अब यह एंगल 90 डिग्री है और यह स्क्वायर हेड के रूप में काम कर सकता है ठीक है लेकिन इस उपकरण का प्रमुख उपयोग यह है कि हम एंगल को माप सकते हैं उदाहरण के लिए मेरे पास यह वर्कपीस यहां है यह वास्तव में एक डस्टर है यहां डस्टर के सामने के फोम को हटा दिया जाता है और हमारे पास कुछ एंगल है और मैं एंगल को मापना चाहूंगा तो यह क्या है अगर मैं इसे 0 से संरेखित करता हूं तो यह 0 है जो 0 के साथ मेल खाता है मुझे देखने दें कि क्या इसे लॉक करने से यहां कोई शून्य त्रुटि है तो 00 के साथ ठीक से मेल खा रहा है और यहाँ कोई शून्य त्रुटि नहीं है ठीक है तो मैं अब अपना जॉब यहां रखूंगा जिस एंगल के लिए मुझे मापने की आवश्यकता है मैं यहां सतह के साथ संरेखित करने के लिए संयोजन सिर के प्रोट्रैक्टर को घुमाऊंगा आप जानते हैं कि यह सतह के साथ ठीक से संरेखित है इसे यहां ठीक से संरेखित किया गया है फिर मैं स्क्रू को लॉक करता हूं ठीक से संरेखित करने के बाद स्क्रू को इस स्थिति में बंद कर दिया जाता है और मैं देख सकता हूँ कि यह एंगल ठीक 62 डिग्री है ठीक है हालाँकि मुझे लगता है कि यह लकड़ी का वर्कपीस है यह 60 डिग्री के एंगल के आधार पर निर्मित हो सकता है यह एंगल 60 डिग्री हो सकता है ठीक है लेकिन माप में त्रुटि या मशीनिंग में त्रुटि या एंगल के निर्माण में त्रुटि के कारण एंगल 62 डिग्री तक आ गया है इसलिए वांछित उत्पाद से दो डिग्री विचलन हो सकता है जिसकी उन्हें आवश्यकता है लेकिन यह महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि इसे ठीक करने की आवश्यकता नहीं है और हम इसे ठीक नहीं कर रहे हैं हमें इसे कहीं भी फिट नहीं करना है यह कोई चाबी नहीं है यह यहां काम कर सकता है क्योंकि हमें सिर्फ उसे यहां पकड़ना है ठीक है तो यह कॉन्बिनेशन सेट के प्रोट्रैक्टर हेड का उपयोग है ठीक है तो अब मैं इसे हटा दूंगा और दूसरा सेट संलग्न करूंगा उस पर जाने से पहले मैं आपको कॉन्बिनेशन सेट का स्टील नियम दिखाना चाहता हूं आप देख सकते हैं कि हमारे यहां ग्रेजुएशनस हैं इस बड़े स्लॉट में हमारे यहां mm और इंच में कैलिब्रेशनस है इस स्लॉट में हमारे पास एक पिन है जो कि यह चाबी है यहां और यह चाबी डाली गई है ठीक है मैं यहां एक और सिर लगाऊंगा यह स्क्वायरहेड है मैं पिन की दिशा देखूंगा पिन इस प्रकार है जिसे यहां डाला गया है और एक बार पिन डालने के बाद यह पिन के साथ आगे बढ़ेगा ठीक है पिन की दिशा इस प्रकार है इसलिए मैं यह सुनिश्चित करने के लिए इसे यहां सम्मिलित करूंगा कि पिन को स्केल के स्लॉट में डाला गया है यहां स्टील का नियम है तो यह लंबाई को समायोजित करने के लिए यहां एक स्प्रिंग है यहां पिन के स्थान को समायोजित करने के लिए ठीक है स्क्रू लाॅक हुआ था हाँ स्क्रू ढीला नहीं है और इसे यहाँ ठीक से लगाया गया है तो मैंने अब स्क्वायर को फिक्स कर दिया है यहां स्क्वायर हेड को कस दिया गया है तो यह हमारा स्क्वायर हेड है कॉन्बिनेशन सेट पर ग्रेजुएट किए गए नियम के साथ स्क्वायर हेड ऊंचाई और गहराई को मापने का एक आसान तरीका प्रदान करता है ठीक है जबकि स्क्वायर हेड एक राइट एंगल रेफरेंस प्रदान करता है इसलिए यह एंगल राइट एंगल है और नियम सीधे रीडिंग लेने का साधन प्रदान करता है इसलिए हम स्क्वायर हेड को किसी भी स्थिति में ठीक कर सकते हैं उदाहरण के लिए यह 15 के करीब 15 की स्थिति में फिक्सड है ठीक है यदि यह मेरा 0 है तो मैं इसे 0 पर भी फिक्स कर सकता हूं फिर मैं इंक्रीमेंटल रीडिंग ले सकता हूं तो प्राथमिक आवश्यकता यह है कि स्क्वायर हेड का उपयोग केवल एक सपाट रेफरेंस सतह के विरुद्ध किया जा सकता है तो इसका उपयोग स्क्वायरनेस को देखने के लिए किया जाता है आप समतलता स्क्वायरनेस की परिभाषाएँ जानते हैं और सतह समतल होनी चाहिए स्क्वायर हेड को जाॅब की सपाट सतह के खिलाफ मजबूती से पकड़ना होता है और नियम को तब तक उतारा जाता है जब तक कि वह रेफरेंस पाॅइंट को न छू ले इस स्थिति में नियम को लॉक किया जा सकता है फिर हम माप दूरी या लंबाई को माप सकते हैं जो भी आपको चाहिए माप की सीमा को संलग्नक का उपयोग करके भी बढ़ाया जा सकता है हम दूरी को चिह्नित करने के लिए कुछ उपकरणों जैसे स्क्वायर हेड स्क्राइबर या कुछ का उपयोग कर सकते हैं उदाहरण के लिए यदि यहस्क्वायर हेड की लंबाई है ठीक है मैं यहां कुछ चिह्नित कर सकता हूं फिर मैं यहां से शुरू कर सकता हूं जहां अंकन है अगर दूरी लंबी है तो मैं दूरियों को चिह्नित करना जारी रख सकता हूं हालाँकि इसका उपयोग जाँच करने के लिए किया जाता है हम जानते हैं कि यह सतह की प्लेट है यह स्क्वायर होना चाहिए तो यह सतह प्लेट की आवश्यकता है तो हम देख सकते हैं कि यह स्क्वायर है यदि आप देखें ठीक है कोई गैप नहीं है हम फीलर गेज का उपयोग यह देखने के लिए कर सकते हैं कि गैप है या नहीं हालाँकि मुझे लगता है कि ऑप्टिकल विधि का भी उपयोग किया जा सकता है अगर मैं यहाँ से प्रकाश या नीचे से प्रकाश पास करूँ और यदि प्रकाश नहीं गुजर रहा है तो इसका मतलब है कि कोई गैप नहीं है और अगर प्रकाश गुजर रहा है तो इसका मतलब है कि कुछ गैप हो सकता है अगर हमें यह पता लगाना है कि गैप का मूल्य क्या है मैं यहां फीलर गेज लगा सकता हूं साथ ही मैं इस सतह की स्क्वायरनेस भी देख सकता हूँ यह वास्तव में यह प्लेन या यह सतह है जो लगभग स्क्वायर है ठीक है तो ये स्क्वायर हेड के अनुप्रयोग हैं स्क्वायर हेड में यह एंगल 45 डिग्री होता है यह एंगल 45 डिग्री होता है इसका उपयोग किसी भी चीज को 45 डिग्री पर अंकित करने के लिए किया जा सकता है मैं यहां लाइन रख सकता हूं और घटक यहां रख सकता हूं और रेखा को 45 डिग्री पर अंकित करें यह लाइन 45 डिग्री है ठीक है अब अगर मैं इसे दूसरी तरफ रखता हूं तो दूसरी रेखा को चिह्नित करने का प्रयास करें और इसे कैमरे में स्पष्ट करने के लिए यह फिर से 45 डिग्री है तो यह एंगल 90 डिग्री है तो यहाँ कोई भी निशान जैसे हमें जहाँ कहीं भी आवश्यकता हो इस स्क्वायर हेड का उपयोग इस उद्देश्य के लिए किया जाता है ठीक है अब अगला घटक या कॉन्बिनेशन सेट का हिस्सा यह केंद्र हेड है यह केंद्र हेड है इसमें पेंच और स्प्रिंग भी है और हमारे पास चाबी अंदर है मैं यहां ग्रेजुएट स्केल डालूंगा ठीक है मैं इसे किसी भी समय लॉक कर सकता हूं यह एंगल भी 45 डिग्री का होता है अगर मुझे इसे चिह्नित करने की आवश्यकता है तो यह वास्तव में एंगलों को चिह्नित करने के लिए उपयोग नहीं किया जाता है इसका उपयोग सर्कल के केंद्र को खोजने के लिए किया जाता है तो इस सेंटर हेड अटैचमेंट का उपयोग स्टील रूल के साथ किया जाता है बार स्टॉक या किसी सर्कुलर जॉब के इस केंद्र को चिह्नित करने के लिए मेरे पास यह है मेरे पास वास्तव में सटीक सर्कुलर जॉब नहीं है मेरे पास यह सर्कुलर बॉक्स यहाँ है तो इसका उपयोग किया जा सकता है वास्तव में जॉब के डायमीटर को सीधे ग्रेजुएटड स्केल पर पढ़ा जा सकता है जो कि स्क्राइबर का उपयोग करके जॉब के केंद्र को चिह्नित करने के लिए उपयोगी है इसलिए दो ब्लेड के बीच V है केंद्र के ब्लेड के बीच इस V ने सर्कुलर जॉब की सटीक स्थिति की सुविधा प्रदान की थी सर्कुलर जॉब को यहां पोजिशन किया जा सकता है तो अब यह माप सटीकता में काफी सुधार करता है सीधे रीडिंग की तुलना में जब जॉब के खिलाफ आयोजित नियम का उपयोग करते है यह आप जानते हैं कि केंद्र को चिह्नित करने का एक तरीका है मैं इस केंद्र को इस तरह देखने की कोशिश करता हूं ठीक है मैं डायमीटर को इस तरह देखने की कोशिश करता हूं ठीक है तो वास्तव में यह 0 से 45 है ठीक है लेकिन हमें यकीन नहीं है कि हम बिल्कुल केंद्र में हैं या नहीं तो मैं इस तरफ से चिह्नित करता हूं डायमीटर 220 मिमी के खरीब है ठीक है लेकिन केंद्र गेज या केंद्र स्केव्यर का उपयोग यह है कि यह सर्कुलर जॉब को बीच में पकड़ सकता है और हम इसे इस तरह रखकर सीधे पढ़ सकते हैं जब मैं इसे यहां लॉक करता हूं तो यह हमेशा केंद्र में होता है और मैं सीधे यहां रीडिंग पढ़ सकता हूं ठीक है जो वास्तव में 120 मिमी है और अगर मुझे लगता है कि केंद्र नहीं हैतो हम भी निशान लगा सकते हैं हालांकि यह केंद्र बिंदु इस बॉक्स में है यदि केंद्र बिंदु यहां नहीं है तो मैं केंद्र को चिह्नित करने के लिए केंद्र स्क्वेयर का उपयोग कर सकता हूं इसे करने का तरीका यह है कि मैं बस इस स्केल को यहाँ बढ़ाऊँगा यहाँ एक रेखा अंकित करूँगा ठीक है स्थिति बदलें और आप देख सकते हैं कि मैंने यहां एक रेखा को चिह्नित किया है ठीक है हम दूसरी लाइन को चिह्नित करने के लिए स्थान बदल सकते हैं अब वह पॉइंट जहां ये दोनों रेखाएं कोइनसाइड होते हैं हैं उसे केंद्र कहते है जिस स्थिति से यह रेखा अंकित होती है वह दूसरी रेखा दूसरी स्थिति से अंकित होती है जब ये दो रेखाएँ इंटरसेक्ट करती हैं तो वह सर्कल का केंद्र होता है दरअसल यह वर्कपीस है जिसमें सेंटर पहले से ही था क्योंकि यह प्लास्टिक वर्क पीस है जिसमें यह पॉइंट यहां है ठीक है वे कुछ सर्कुलर जॉबस हैं जिनमें हमारे पास केंद्र नहीं है इस केंद्र को चिह्नित करना एक बहुत ही जलदी प्रक्रिया है तो यह कॉन्बिनेशन सेट का उपयोग है हम संयोजन में स्क्वायर हेड और प्रोट्रैक्टर हेड को भी जोड़ सकते हैं जैसे हम चिह्नित करते हैं हम सतह के स्क्वायरनस की जांच करते हैं और जब भी आवश्यक हो हम कुछ एंगलों को भी चिह्नित कर सकते हैं तो यह कॉन्बिनेशन सेट का अनुप्रयोग और उपयोग है अगला उपकरण मैं यहां स्लिप गेज को चुनूंगा स्लिप गेजस रैक्टेंगुलर वर्कपीस का एक सेट है आप देख सकते हैं कि हमारे यहां रैक्टेंगुलर वर्क पीस का एक सेट है रैक्टेंगुलर टुकड़े कठोर एलॉय से बने होते हैं और सामान्य मोटाई लगभग 10 है • और क्रॉस सेक्शन 40 × 10 30 × 10 और 50 × 10मिमी2 हो सकता है इस मामले में हमारे पास क्रॉस सेक्शन में अलग अलग बदलाव हैं सामान्य तौर पर हम जिस स्लिप गेज का उपयोग करते हैं वह १० × ४० मिमी है ठीक है तो इस स्लिप गेज को बनाने वाली कंपनी का नाम K N है इसलिए इसमें 112 पीस हैं यह M 112 है जो कि ग्रेड II है एम 112 यह सेट है ठीक है स्लिप गेज एम 112 हैं इसे ग्रेड II के रूप में जाना जाता है यहां स्लिप गेज के 112 पीस हैं वास्तव में स्लिप गेज में स्टील पसंदीदा सामग्री है क्योंकि यह किफायती है और उत्पादन में उपयोग किए जाने वाले अधिकांश स्टील घटकों के रूप में इसमें कुछ कॉएफिशिएंट आफ थर्मल एक्सपेंशन है और स्लिप गेज को व्हेर के लिए प्रतिरोध करने के लिए सख्त करने की आवश्यकता होती है स्लिप गेज में बहुत उच्च स्तर की सटीकता समतलता और सतह फिनिश होनी चाहिए इनमें से अगर मैं कोई भी स्लिप गेज चुनता हूं तो आप देख सकते हैं कि जिस सतह को दूसरी सतह से जोड़ा जाना है वह बेहद सटीक है अत्यधिक सपाट है और सतह की फिनिश भी बहुत अच्छी है स्लिप गेज की मोटाई एक रैक्टेंगुलर फेसस पर उकेरी गई है आप इन स्पेसिफिकेशनस को यहां देख सकते हैं स्लिप गेज की मोटाई यहाँ दी गई है इस स्लिप गेज का वेल्यू 11 मिमी है यह महत्वपूर्ण सतह नहीं है महत्वपूर्ण सतह दूसरी है इसे अत्यधिक फिनिश होना होगा तो मापने वाली सतहों के बीच की लंबाई समतलता और मापने वाले फेसस की सतह की स्थिति स्लिप गेज की सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकताएं हैं अब कार्बाइड गेज ब्लॉकों का उपयोग बेहतर वेयर रेजिस्टेंस और लंबे जीवन के लिए भी किया जाता है उनके पास कम कॉएफिशिएंट आफ थर्मल एक्सपेंशन भी हैं स्लिप गेज जब वे संलग्न होते हैं तो उन्हें स्लिप गेज की व्रिंगगिंग के रूप में जाना जाता है स्लिप गेज की व्रिंगगिंग विभिन्न तरीकों से की जा सकती है हम बस एक स्लिप गेज को इस तरह लगाते हैं दूसरा परपेंडिकुलर दिशा में फिर हम एक को घुमाते हैं दरअसल हम इन स्लिप गेज को दो स्लिप गेज को एक दूसरे के सामने रखते हैं और फिर हम उन्हें व्हरिंग करने की कोशिश करते हैं उन्हें व्हरिंग करने का मतलब होगा वे एक दूसरे से जुड़ जाएंगे और बात यह है कि उनके बीच की हवा पूरी तरह से निकल जाती है और यह एक प्रकार का मोलिक्युलर एधेशन है जो उन्हें एक साथ चिपका देता है और वे गिर नहीं सकते तो कई तरीके हैं मैं बस एक को वहां पर रख सकता हूं और घुमा सकता हूं मैं सिर्फ एक स्लिप गेज लगा सकता हूं जैसे मैं इस तरह से एक चुन सकता हूं इस तरह एक और फिर इसे स्लाइड करें ठीक है फिर घुमाओ ठीक है और एक विशिष्ट लंबाई का अंतिम स्टैंडर्ड प्रदान करने के लिए कई स्लिप गेज को अस्थायी रूप से एक साथ जोड़ा जाता है स्लिप गेज चुनने की प्रमुख भूमिका यह है कि कभी कभी एक विशिष्ट लंबाई की आवश्यकता होती है स्टैंडर्ड को बनाए रखना पड़ता है उदाहरण के लिए मुझे यह जांचने की आवश्यकता है कि मेरा वर्नियर कैलिपर ठीक से पढ़ रहा है या नहीं ठीक है मैं इसे ढूंढ लूंगा या मुझे कुछ विशिष्ट लंबाई खोजने की जरूरत है जैसे मैं इसके बाद साइन बार का उपयोग करूंगा आपको वह एंगल दिखाई देगा जिसे मापना है यह विशिष्ट लंबाई दशमलव के तीन स्थानों तक हो सकती है क्योंकि लंबाई को बनाए रखना होता है इसलिए हमें उस विशिष्ट लंबाई को प्राप्त करने के लिए स्लिप गेज के कुछ विशिष्ट संयोजनों को चुनना होगा ठीक है तो रोटेट और स्लाइड मोड का उपयोग करके व्रिंगगिंग की जाती है और व्रिंगगिंग वास्तव में दो सपाट सतहों के एधेशन की घटना है एधेशन का बल ऐसा है कि ब्लॉकों का एक सेट लगभग एक ब्लॉक के रूप में काम करेगा पकड़ पक्की है कि कभी कभी गिरने पर भी अलग नहीं होती तो सतहें साफ और सपाट हैं ब्लॉक को अलग करने वाली फिल्म की पतली परत में भी नगण्य मोटाई होगी इसका मतलब है कि ज्ञात आयामों के कई ब्लॉकों को ढेर करने से समग्र आयाम न्यूनतम त्रुटि के साथ मिलेंगे ठीक है स्लिप गेज के बीच का अंतर के दशमलव के बाद चौथे स्थानक्रम का है यह 00001 है यह तो उनके बीच इतना अंतर है यानी भले ही मैं ५ या ६ स्लिप गेज या १० स्लिप गेज का उपयोग करूं तब अधिकतम अंतर 00001 होगा अगर मैं 10 स्लिप गेज का उपयोग करता हूं तो 0001 के बराबर है ठीक है यह ऊपरी सीमा है हालांकि अंतर वास्तव में इस मूल्य से काफी कम है तो ये स्लिप गेज जो हमारे यहां हैं उनके पास 112 पीस हैं रेंजस इस तरह हैं यदि आप पहली पंक्ति पर देखते हैं ठीक है तो 112 सेट के लिए हमारे पास 1005 आकार का एक स्लिप गेज है हमारे पास इस आकार का केवल एक गेज है तो हमारे पास 1001 से 1009 तक है और हमारे बीच का अंतर मैं यहां रेंज डालूंगा कदम यह मिमी में है और यह ब्लॉकों की संख्या है यह 1005 है यह एक ब्लॉक है 1001 से 1009 तक गैप के साथ या स्टेप 0001 के बराबर है मुझे नौ ब्लॉक मिलेंगे आप वहां देख सकते हैं हमारे पास नौ ब्लॉक हैं तो हमारे पास 101 से 149 तक की अगली रेंज 001 के गैप के साथ यह 01 से 49 बनाता है यह 49 पीस बनाता है और 05 से 245 का गैप 05 होता है यह 49 पीस भी बनाता है तो 25 के अंतराल के साथ 25 से 100 है तो यह 25 50 75 100 चार टुकड़े करता है तो यह कुल १० और १८ ४ १२ है यह कुल ११२ ही है क्योंकि यह एम ११२ था जो कि ग्रेड II है ठीक है तो मैं एक आयाम चुनने की कोशिश करता हूँ ठीक है मुझे देखने दो मैं साहनी और महाजन की पुस्तक में से एक आयाम चुनूंगा आइए मैं इस आयाम को 57895 करने का प्रयास करता हूं तो यह कहाँ करना है हमें यह देखने की आवश्यकता है कि हमारे पास किस प्रकार के स्लिप गेज उपलब्ध हैं किस प्रकार के गेज उपलब्ध हैं और क्या हम इस चीज को नंबर वन चीज बना सकते हैं दूसरी बात यह है कि अगर हम इस चीज को बना सकते हैं अगर हम इस चीज को नहीं बना सकते हैं तो हम उस मूल्य को प्राप्त कर सकते हैं जो दिया गया है ठीक है तो हमारे यहाँ दशमलव के तीन स्थान हैं सबसे पहले हमें कई भागों में विभाजित करने की आवश्यकता है तो जैसा कि हम संयोजन बना सकते हैं तो यह 57895 है तो मुझे लगता है कि यह 0005 है अगर मैं इनमें से किसी एक स्लिप गेज को यहां चुनता हूं जो कि पहली रेंज 1 2 3 4 5 और 6 है हमारे यहां छह रेंज सेट हैं इसलिए अगर मैं रेंज से 1005 को चुनता हूं तो ठीक है मैं इस स्लिप गेज 1005 को चुनूंगा तो आगे मेरे पास 57890 की संख्या बची है तो आप और क्या जानते हैं कि संख्या 009 है मैं 009 क्या कर सकता हूँ मैं यहां 109 चुन सकता हूं या 139 139 इसे करने का बेहतर तरीका है अगर मैं 139 चुनता हूं तो 89 घटा 3950 होगा मैं 575 जैसा होगा तो मैं रेंज ४ से १३९ चुनूंगा मैं यह दूसरा स्लिप गेज १३९ चुनूंगा ठीक है मैं उन्हें व्रिंग करने की कोशिश करता हूं इसलिए 139 है तो फिर मेरे पास 5689 माइनस139 रह गया है यह वास्तव में अब 56 अंक है 60 65 से पहले ऊंचाई 565 है आगे मैं 05 से 245 चुन सकता हूं अगर मैं 55 चुनता हूं ठीक है तो यह यह है 555 होगा तो 555 मैं 5 रेंज से चुन सकता हूं मैं 55 के आकार का स्लिप गेज चुनूंगा तो मैंने यहां 55 रेंज का एक और स्लिप गेज चुना है ठीक है 57895 मिमीलिए स्लिप गेज बनाएं 57895 1005 Gauge1 56890 1390 Gauge2 55500 5500 Guage 3 50000 50000 Guage 4 00000 अगला 555 घटा 55 मेरे पास 50 मीन्स हैं मैं 6 रेंज से बिल्कुल एक 50 चुन सकता हूं मेरे पास केवल चार स्लिप गेज हैं और मैं इस ऊंचाई को 57895 कर सकता हूं ठीक है तो आइए उन्हें व्रिंग की कोशिश करें तो पहली बात यह है कि व्रिंगगिंग के लिए बुनियादी आवश्यकता यह है कि सतह बहुत साफ होनी चाहिए सतह लगभग सपाट हो तो मैं अपनी त्वचा से कोशिश कर रहा हूं क्योंकि यहां त्वचा सूखी है तो मैं उन्हें व्रिंग करने की कोशिश कर रहा हूं यह ५० जमा ५५ है मैंने १३९ को चुना है फिर मैं १००५ चुनूंगा देख मैं इसे रगड़ रहा हूँ देखिए मुझे इसे व्रिंगगिंग के समय बहुत कसकर पकड़ना है अन्यथा यह हाँ हो सकता है मुझे पता है कि यह ढीला हो सकता है इसका कारण यह हो सकता है कि इसकी ठीक से सफाई नहीं की जाती है मैं इसे व्रिंग करने की कोशिश कर रहा हूं मैं इसे अपनी त्वचा से रगड़ने की कोशिश कर रहा हूं ताकि यह ठीक से साफ हो जाए फिर मुझे दोनों सतहों को साफ करना है इसे मुख्य ब्लॉक के खिलाफ बहुत कसकर पकड़ना है तो हमने जो ऊंचाई हासिल की है वह 57895 है आगे मैंने इस स्लिप गेज को एक सरफेस प्लेट पर रखा है मैं उस दूरी को मापने की कोशिश करूंगा जो 57895 थी तो मुझे यहाँ की दूरी देखने दो ठीक है मैं स्क्रू को लॉक कर दूँगा तो वर्नियर कैलिपर के साथ यह दूरी 57895 है हम यह वेल्यू प्राप्त नहीं कर सकते हैं हालांकि वेल्यू वर्नियर कैलीपर के साथ होगा वेल्यू 57 अंक के करीब होगा यह 5790 के करीब होना चाहिए क्योंकि लीस्ट काॅऊंट वर्नियर कैलिपर की 002 है तो यह 57891 नहीं पढ़ सकता है तो इस दूरी को वर्नियर कैलिपर्स भी माप सकते हैं जिनमें संवेदनशीलता है या जिनकी लीस्ट काॅऊंट 0001 मिमी तक है लेकिन यह वर्नियर कैलिपर जिसे हम अभी पकड़ रहे हैं उसकी लीस्ट काॅऊंट 002 मिमी है तो यह ठीक से गणना नहीं कर सकता है यहाँ तक कि 5790 आता है हम मान सकते हैं कि हमारा रीडिंग काफी करीब है तो मुझे लगता है कि यह 5790 से केवल 0005 कम है यह काफी करीब है तो मैं यहाँ वर्नियर कैलीपर में दूरी देखता हूँ हम देख सकते हैं कि यह ठीक 5790 है जो मेन स्केल के विभाजन में 57 वाँ रीडिंग है ठीक है और साथ ही हमारे पास ४५ वाँ रीडिंग है जो ००२ में मेल खाता है और यह ५७९० मिमी के बराबर है तो यह स्लिप गेज का उपयोग है जब अंतराल पूरी तरह से हटा दिया जाता है तो स्लिप गेज आणविक बलों के अधेशन के सिद्धांत का उपयोग करता है अधेशन बल धातु के टुकड़ों को बहुत बारिख सतह फिनिश और समतलता के कारण एक साथ रखता है ठीक है अब इन स्लिप गेज को साइन बार के साथ भी इस्तेमाल किया जा सकता है इसके बाद मैं उस चरण की ओर बढ़ूंगा तो अगला साइन बार है यह साइन बार है साइन बार दिए गए एंगल को प्राप्त करने में राइट एंगल के दो पक्षों की लंबाई के अनुपात के सिद्धांत का उपयोग करता है इसे साइन बार के रूप में जाना जाता है क्योंकि हम एंगल की साइन लेते हैं हम कैसे इसे करते हैं मैं अभी गणना दिखाऊंगा इससे पहले आइए हम इस उपकरण के घटकों को यहां देखें तो ये साइन बार के दो अंतिम फेसस हैं और यह पूरी तरह से स्क्वेयर है ठीक है इसे स्क्वेयर होना चाहिए और यहाँ दो रोलर्स हैं रोलर का उद्देश्य यह है कि अगर मैं इसे किसी भी एंगल पर ले जाऊं तो यह लंबाई हमेशा समान रहेगी इसलिए केंद्र से बेस की लंबाई का समान रहेगा ठीक है तो वे राहत छेद हैं ये राहत छेद हैं हमारे यहां धागे हैं अगर हमें इसे पकड़ना है तो हम कुछ स्क्रू और नट्स भी लगा सकते हैं हालाँकि बड़े साइन बार के लिए बड़े आकार का साइन बार भी होता है यह केवल 6 इंच का साइन बार होता है हमारे पास 24 इंच तक का साइन बार भी हो सकता है जिसमें वजन कम करने के लिए बड़े राहत छेद भी होते हैं तो यह निचली सतह है यह ऊपरी सतह है तो ये कुछ निश्चित रोलर्स हैं इसलिए इसके विभिन्न आयाम हो सकते हैं सतह प्लेट पर साइन बार का उपयोग आप इस सेटअप को यहां देख सकते हैं हम यहाँ स्लिप गेज समायोजित कर सकते हैं वास्तव में हम जानते हैं कि इस एंगल है अगर यह θ है हम जानते हैं कि साइन θ परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेन्यूज के बराबर है तो यह θ हैऔर यहाँ यह ऊंचाई है मैं इस ऊंचाई को लूँगा ठीक है sin θ तो यह परपेंडिकुलर है और हाइपोटेन्यूज वास्तव में यह वेल्यू है यह ऊंचाई है मैं यहां ऊंचाई बेहतर रखूंगा और यह मेरा कर्ण है ठीक है तो इसकी गणना की जा सकती है तो इस ऊंचाई की गणना करते समय हम देख सकते हैं कि यह एंगल सही है या नहीं जिसे यहां डायल गेज का उपयोग करके चेक किया जा सकता है ठीक है मैंने यहां व्यवस्था की है ° तो हमें इस सतह के एंगल को मापने की जरूरत है हमें एंगल को मापने की जरूरत है इसलिए मैंने अभी यहां एक स्पीकर चुना है इसकी विभिन्न समतल सतहें और एंगलों पर विभिन्न सतहें हैं मैंने इस सतह को यहाँ चुना है इस सतह के आधार पर मैंने एंगल की गणना की है जो लगभग 18 डिग्री थी और ऊँचाई 43 मिमी के करीब आती है तो यह एक अस्पष्ट विचार है मैं सटीक गणना नहीं कर रहा हूं लेकिन मैं यह पता लगाने की कोशिश कर सकता हूं कि यह सेटिंग सही है या नहीं इसलिए मैंने यहां अपना डायल गेज तय किया है अब मैं इस बेज़ल को शून्य के करीब लाने के लिए घुमाऊंगा तो मुझे लगता है कि यह एंगल सही नहीं है अगर मैं इसे इस सतह पर ले जाता हूं तो डायल गेज में मूवमेंट होती है जिसका अर्थ है कि आप जानते हैं कि यह बड़ा मूवमेंट है यह 3 मिमी का अंतर तब तक जारी रखता है जब तक कि एंगल बिल्कुल सही न हो ठीक है यह सपाट सतह नहीं है बात यह है कि डायल गेज बहुत ज्यादा हिलना नहीं चाहिए ठीक है हमें जिस सटीकता की आवश्यकता है उसके आधार पर एक छोटे से मूवमेंट की अनुमति दी जा सकती है लेकिन यह सही ऊंचाई नहीं है तो मैं यहां स्थापित स्लिप गेज को बदल दूं तो मैं इसे लगभग 3 मिमी कम करने का प्रयास करता हूं हमने देखा कि छोटा पॉइंटर इस दूरी में लगभग 3 मिमी चला गया इसलिए मुझे सिर्फ ऊंचाई कम करनी है इसलिए मैंने ऊंचाई को कुछ कम करके यहां स्लिप गेज का एक और सेट बनाया है और फिर मैं फिर से अपना डायल गेज यहां रखूंगा और देखें कि क्या यहां मूवमेंट है तो यहां मूवमेंट कम है तो किसी बिंदु पर हम देख सकते हैं कि डायल गेज मूवमेंट 0 होना चाहिए ठीक है इस सेट अप में कुछ समय लग सकता है ठीक है हमें ऊंचाई खोजने की जरूरत है और हमें एंगल को भी जांचना होगा तो यह साइन बार का उपयोग है तो साइन बार साइन के सिद्धांत पर आधारित है परपेंडिकुलर टू हाइपोटेन्यूज अपऑन बेस इसलिए छोटे आकार के घटकों के एंगल की जाँच के लिए एक साइन बार को स्लिप गेज के उपयुक्त संयोजन द्वारा सतह प्लेट पर अनुमानित नॉमिनल एंगल पर सेट किया जाता है और इसे इसकी पूरी लंबाई के घटकों के ऊपर ले जाया जाता है इसलिए यदि ऊपरी सतह में पैरेललिज्म में भिन्नता है तो डायल गेज हिल जाएगा और रीडिंग सही नहीं होगी तो साइन बार का उपयोग निरंतर एंगल त्रुटि की जाँच के लिए है यह वर्किंग सतह और सिलेंडर अक्ष के कारण होता है जब वर्किंग सतह और सिलेंडर अक्ष पैरेलल नहीं होते हैं तो यह निरंतर एंगल त्रुटि है तो साइन बार का उपयोग यह पहचानने के लिए किया जा सकता है कि इस एंगल का वैल्यू क्या है अब यहाँ एक और उपयोग यह है कि इसका उपयोग प्रोग्रेसिव एंगल त्रुटि को खोजने के लिए किया जा सकता है तो यह एंगल सिलैंडरिकल केंद्र की दूरी के कारण है तो अगर यह प्रोग्रेशन में है तो एंगल बदल रहा है यह प्रगति कर रहा है और इसका मूल्यांकन भी किया जा सकता है हम गेज ब्लॉक टॉलरेंस भी पा सकते हैं गेज ब्लॉक टॉलरेंस कुछ गेज ब्लॉक सहिष्णुता संचय कभी कभी प्रोग्रेसिव त्रुटि का स्रोत भी होता है तो ये साइन बार के कुछ उपयोग हैं इसी के साथ मैं यहां प्रयोगशाला प्रदर्शन को बंद करना चाहता हूं साथ ही हम कोऑर्डिनेट मापने वाली मशीन पर प्रदर्शन जारी रखेंगे और हम देखने के लिए सतह खुरदरापन परीक्षक जैसे कुछ अन्य उपकरण चुन सकते हैं यह वास्तव में सिर्फ रैखिक और बुनियादी माप था जो कि मेट्रोलॉजिकल लैब में होता है जिसका हमने अभी अध्ययन किया है और हम यह भी देख सकते हैं कि CNC मशीनें क्या हैं या विभिन्न डिजिटल उपकरण कौन से हैं जो सूचनाओं को रिकॉर्ड करते हैं या जानकारी को प्रिंट भी करते हैं हम उन्हें भी देखने की कोशिश करेंगे तो कृपया तार्किक प्रश्नों के साथ आएं और हमें आपको जवाब देने में हमेशा खुशी होती है मैं आपके सभी सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा और इस सप्ताह के अंत में हमारे पास प्रश्नोत्तरी होगी और प्रदर्शनों पर आधारित कुछ संख्यात्मक प्रश्न हैं या अन्य सैद्धांतिक प्रश्न भी अंतिम परीक्षा में आ सकते हैं